अब फील्ड थ्योरी के साथ जारी रखें पिछले दो वीडियो में हमने फील्ड को परिभाषित किया था तथा मैंने आपको फील्ड एक्सटेंशन के अध्ययन के बारे में मुख्य बातें बताई थी इसीलिए रिंग की स्थिति से भिन्न हमने फील्ड के बारे में विचार किया अब हम K के सब फील्ड F जो कि हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है पर विचार करते हैं हम कहते हैं K ओवर F फील्ड एक्सटेंशन है यह हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है जिसके बारे में मैंने बात की थी जब K का एक एलिमेंट 𝛂 ओवर F अलजेब्रिक है या ट्रांसेडेन्टल ओवर F तो हम दो धारणाओं को परिभाषित करते हैं और मैं इस बात पर महत्व देता हूं कि ओवर F बहुत महत्वपूर्ण है तो चलिए आज हम इसका अध्ययन जारी रखते हैं और मैं यह मानकर चल रहा हूं कि मैं फील्ड एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहा हूं और 𝛂 बड़े फील्ड का एलिमेंट है याद रखिए कि हम उस रिंग होमोमोरफ़िज्म पर विचार कर रहे हैं जो f को f𝛂 पर भेजती है तथा 𝛂 अलजेब्रिक है या नहीं इस होमोमोरफ़िज्म से पठनीय नहीं है यदि 𝛂 अलजेब्रिक है तो मैप कर्नेल 𝜑 ≠ 0 है यदि 𝛂 ट्रान्सेंडेंटल है तो कर्नेल 𝜑 0 है मान लीजिए 𝛂 अलजेब्रिक है तो कर्नेल 𝜑 वास्तव में एक मोनिक से जेनेरेटेड प्रिंसिपल आइडियल है तो मैं इस बात पर महत्व देता हूं कि मोनिक x का एक इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल है क्योंकि जब हमने प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID के बारे में चर्चा की थी तो हमने देखा था कि एक वेरिएबल की पॉलिनॉमियल रिंग ओवर F को हम PID कहते हैं तो उस रिंग का कोई भी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है और यदि 𝛂 अलजेब्रिक है यानी कि कर्नेल 𝜑 वास्तव में अशून्य है और याद करिए कि हमने आइडियल के जनक का अंदाजा पॉलीनोमिअल के सबसे कम डिग्री के पद को देखकर लगाया था और हम हमेशा उसे मोनिक मान सकते हैं क्योंकि हम उसको प्रमुख गुणांक से डिवाइड करके उसे मोनिक बना सकते हैं और फिर यह इररेडूसिबल बन जाता है क्योंकि यदि यह इररेडूसिबल नहीं होता है तो यह दो छोटे डिग्री पर धनात्मक डिग्री पॉलीनोमिअल का गुणनफल है लेकिन तब यह छोटे डिग्री के उस पॉलीनोमिअल द्वारा जेनेरेट नहीं किया जा सकता इसको कहने का यह दूसरा तरीका है क्योंकि K एक फील्ड है और एक बार अगर यह इंटीग्रल डोमेन है तो कर्नेल 𝜑 एक प्राइम आइडियल है और अतः यह मोनिक इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल से जेनेरेटेड हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं यह उसका एक तरीके का दोहरान है तो अब यह f हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इसीलिए यदि K ओवर F में 𝛂 अलजेब्रिक है तो महत्वपूर्ण जानकारी जो हम 𝛂 के साथ जोड़ना चाहते हैं वह यह है कि मोनिक इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल जो पॉलीनोमिअल Fx को जेनेरेट करता है और याद रखिए कि यह Fx जो कर्नेल 𝜑 को जेनेरेट करता है जिसे मैं पहले भी परिभाषित कर चुका हूं 𝛂 ओवर F को इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल कहते हैं यह पूरा वाक्य महत्वपूर्ण है तो इसे 𝛂 ओवर F इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल कहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे पास है और याद रखिए कि यह अद्वितीय है जो हमें पहले से ही पता है क्योंकि यह कर्नेल 𝜑 का जनक है और एक बार यदि हम दृढ़ता से कहते हैं कि यह मोनिक है तो यह अद्वितीय हैं क्योंकि इकाई से गुणन करके दूसरा जनक प्राप्त करने का सिर्फ यही तरीका है यानी कि फील्ड एलिमेंट परंतु आप एक मोनिक पॉलीनोमिअल से शुरू करते हैं और इकाई से गुणन करते हैं जो कि एक भिन्न है मोनिक नहीं रहता तो जब हम दृढ़ता से कहते हैं कि यह मोनिक हैं तो हम इसे और द्वितीय बनाते हैं तो मैं आपको यह स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देता हूं तो हम K को R तथा F को Q मानते हैं यह फील्ड एक्सटेंशन है और हम 𝛂 को √2 मानते हैं √2 ओवर Q का मोनिक इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल क्या है यह जानने के लिए एक मैप f से f √2 पर लेते हैं और कर्नेल 𝜑 x2 2 से जेनेरेटेड है यह दिखाना आसान अभ्यास नहीं है x2 2 एक इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल है क्योंकि यह 2 डिग्री का पॉलीनोमिअल है हमें सिर्फ यह जाँचना है कि उसका कोई भी रूट नहीं है और वास्तव में उसके रूट नहीं होंगे क्योंकि वह Q में रेडूसिबल है ओवर R नहीं Q में उसका कोई रूट नहीं है इसीलिए वह Q में इररेडूसिबल है अतः √2 ओवर Q का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल x2 2 है और मुझे इस बात पर महत्व देने दीजिए कि कर्नेल 𝜑 भी जेनेरेटेड है उदाहरण के लिए 2x2 4 क्योंकि हम यह 2 से गुणन कर रहे हैं कि जो कि Q में इकाई है परंतु 2 x2 4 मोनिक नहीं है इसीलिए हम इसे Q पर इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल √2 नहीं कहते हैं तो उसे अद्वितीय बनाना एक परंपरा है हम चाहते हैं कि वह मोनिक बने तो दूसरे शब्दों में हम वास्तव में क्या कर रहे हैं 𝛂 ओवर F का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल यानी कि मैं व्यापक रूप में लिख रहा हूं कि F कोई फील्ड है K फील्ड एक्सटेंशन है और हमारे पास 𝛂 K में है यह एक व्यवस्था है 𝛂 ओवर F का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल सबसे कम डिग्री का मोनिक पॉलीनोमिअल है Fx में जिसका रूट 𝛂 है अंततः मैं यह कहूँगा f𝛂 0 है क्योंकि कर्नेल 𝜑 उन सभी आइडियल पॉलिनॉमियल्स का समूह है जिनका रूट 𝛂 है उनमें से सबसे कम डिग्री वाला जनक है और फिर से मोनिक पर जोर देने से आपको 𝛂 ओवर F का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल मिलता है एक और उदाहरण हम C ओवर Q लेते हैं और हम 𝛂 को i मान लेते हैं i ओवर Q इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल क्या है वह i √ 1 है यहां वह और कुछ नहीं परंतु x2 1 है इसी तरह यदि आप R ओवर Q C ओवर R लेते हैं और 𝛂 को i के समान लेते हैं तो i ओवर R का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल वास्तव में x 1 के समान है दूसरी तरफ यदि फील्ड एक्सटेंशन C ओवर C लेते हैं यानी कि दोनों फील्ड समान है तो i ओवर C का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल क्या है यह सबसे कम डिग्री का पॉलीनोमिअल है जिसका रूट i है और वह सबसे कम डिग्री का है ओवर R या ओवर Q लेकिन वह ओवर C सबसे कम डिग्री का पॉलीनोमिअल नहीं है वह केवल x i है तो यहां डिग्री 2 है पर यहां डिग्री 1 है तो फिर से यह दर्शाता है कि क्यों बेस फील्ड को देखना महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ अलजेब्रिक है या नहीं बदलता है यदि बेस फील्ड बदलता है इसी तरह से यदि आपके पास अलजेब्रिक एलिमेंट्स है तो क्या बेस फील्ड बदलने से इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल भी बदलते हैं इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक आखिरी उदाहरण लेते हैं तो आइए हम उदाहरण के लिए R ओवर Q में 2 √3 लेते हैं पारिभाषिक रूप से हम कहे तो हमें यह भी नहीं पता कि अभी तक यह अलजेब्रिक है या नहीं और अगर है तो यह कैसे पता करेंगे कि यह इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल है यह सिर्फ एक तकनीक है जो मैं बाद में फिर से कर सकता हूं लेकिन मैं पहले आपको बताता हूं कि आप कैसे पता करेंगे कि 𝛂 अलजेब्रिक है हम बाद में देखेंगे इस वीडियो में या अगले वीडियो में कि कुछ अलजेब्रिक एलिमेंट अलजेब्रिक ही होते हैं इसलिए वह अलजेब्रिक है और यदि वह है तो उसका ओवर Q इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल क्या है तो यह वही है जो मैं इस उदाहरण में जल्दी से करना चाहता हूं हम यह करते हैं कि हम 𝛂 को रूट 2 √3 के बराबर मानते हैं तो मैं सिर्फ कई गणनाए करूँगा इसका मतलब 𝛂 √2 √3 के यानी कि 𝛂2 √22 3 के यहां में जारी रखूंगा कि 𝛂2 2 𝛂 √2 2 3 के तो बिंदु 22 है या आप घात उपयुक्त रूप से लें ताकि हमें एक परिमेय पॉलीनोमिअल प्राप्त हो तो अब मैं यह दिखाऊंगा कि यह वास्तव में 3 है तो अब मैं 𝛂 2 √2 वाले पद को दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो अब मेरे पास 𝛂2 1 𝛂 2 √2 के अब मैं दोनों तरफ का वर्ग करता हूं पूरे 𝛂2 12 𝛂 2 √22 जोकि 8 𝛂2 है क्योंकि 2 √22 8 है तथा 𝛂2 यानी कि 𝛂 4 2 𝛂2 1 8 𝛂2 है और आखिरी में सभी पदों को एक तरफ ले जाए तो मेरे पास 𝛂4 10 𝛂2 1 0 के तो तत्काल हमें यह पता चलता है कि 𝛂 ओवर Q अलजेब्रिक है अतः ऐसा इसीलिए है कि 𝛂 रेशनल पॉलीनोमिअल को संतुष्ट करता है अतः 𝛂 पॉलीनोमिअल को संतुष्ट करता है तो यह निश्चित रूप से अलजेब्रिक है और हम जानते हैं कि इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल इस स्तर पर मैं यह कह सकता हूं कि 𝛂 का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल याद करिए सबसे कम डिग्री का मोनिक पॉलीनोमिअल है जिसका रूट 𝛂 है यह एक ऐसा पॉलीनोमिअल है जिसका रूट 𝛂 है यह हो भी सकता है और नहीं भी कि यह 𝛂 का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल है लेकिन इस स्तर पर हमें पता है कि 𝛂 का रेडूसिबल पॉलीनोमिअल हम यह कह सकते हैं कि x4 10 x2 1 को डिवाइड करता है वास्तव में यह बराबर है इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल है यह है x4 10 x2 1 इसको करने के तरीके से निश्चित ही यह इररेडूसिबल है लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि आइंस्टीन क्राइटेरिया आसानी से लागू नहीं होता है और ना ही दूसरी तकनीकें जो हम जानते हैं लागू होती हैं इसलिए हमें जो करने की जरूरत है वह कुछ अधिक जटिल है और मैं सोचता हूं कि हम यह अगले वीडियो में करेंगे तो एक बार हम फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री के बारे में बात करते हैं इसका अर्थ है कि यह वास्तव में इररेडूसिबल हैं और हम इस पर वापस आएँगे इसीलिए इसे बाद में किया जाना चाहिए इसलिए मैं अब यह आशा करता हूं कि मैं आपको एक अवधारणा बताएँ जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि जो दिया हुआ है वह इररेडूसिबल है या अलजेब्रिक है या नहीं तथा उसका इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल पता लगा सके इससे पहले कि मैं एक महत्वपूर्ण परिभाषा लिखूँ मैं ट्रान्सेंडेंटल एलिमेंट पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं अगर आपके पास ट्रान्सेंडेंटल एलिमेंट है तो ऐसा कोई पॉलीनोमिअल नहीं है वास्तव में अशून्य पॉलीनोमिअल नहीं है जिस को वह संतुष्ट करें इसलिए हम इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल के बारे में बात नहीं करते हैं अतः इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल सिर्फ अलजेब्रिक एलिमेंट्स के लिए परिभाषित है तो K ओवर F फील्ड एक्सटेंशन लेते हैं तथा K ओवर F में 𝛂 अलजेब्रिक है अब यह परिभाषा है F की डिग्री 𝛂 ओवर K ओवर F बराबर है इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल 𝛂 ओवर F की डिग्री के एक एलिमेंट की ओवर बेस फील्ड डिग्रीबराबर है पॉलीनोमिअल के इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल के याद करिए इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल अद्वितीय है जिसे हमने किसी अलजेब्रिक एलिमेंट से संलग्न किया था उसे हम एलिमेंट की डिग्री कहते हैं √2 जो कि ओवर Q वास्तविक संख्या है की डिग्री क्या है इसलिए अब आपको एलिमेंट की डिग्री के बारे में बात करते हुए सतर्क होना पड़ेगा हमें बड़े और छोटे फील्ड का उल्लेख करना पड़ेगा और √2 ओवर Q की डिग्री छोटे फील्ड पर 2 है क्योंकि जिस पॉलीनोमिअल को वह संतुष्ट करता है वह है x2 2 जो वास्तव में इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल है √3 की Q पर डिग्री क्या है 3 है माफ कीजिएगा मुझे Q पर ∛2 कहना चाहिए दूसरी ओर √2 की ओवर R डिग्री क्या है यह वास्तव में 1 है क्योंकि √2 R में है अतः यह इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल है जो वास्तव में x2 2 है तो ∛2 की R पर डिग्री क्या है मैं कहता हूं कि यह भी 1 है क्योंकि यह इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल है जो x ∛2 है i जोकि सममिश्र संख्या है ओवर R की ओवर Q पर डिग्री 2 है क्योंकि इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल जिसे i संतुष्ट करता है ओवर R या ओवर Q वह x2 1 है और i की खुद ओवर C पर डिग्री क्या है वह वास्तव में 1 है क्योंकि इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल x i है और एक अंतिम कथन √2 √3 जोकि ओवर Q पर वास्तविक संख्या है कि डिग्री क्या है हमने देखा है एक पॉलीनोमिअल जो x को संतुष्ट करता है वह x4 10 x2 1 है तो इस स्तर पर कह सकते हैं कि डिग्री 4 से कम या इस के बराबर है यह अभी के लिए बहुत जरूरी नहीं है लेकिन यह 4 3 2 या 1 हो सकती है परंतु मुझे यहां यह संभावना खारिज करने दीजिए कि √2 √3 की ओवर Q पर डिग्री 1 नहीं हो सकती ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक व्यापक कथन को लेमा बना रहा हूं मान लीजिए हमेशा की तरह K ओवर F एक फील्ड एक्सटेंशन है मान लीजिए 𝛂 K में हो तथा 𝛂 ओवर F की डिग्री 1 है यदि और केवल यदि 𝛂 F में है तो यह एक सरल कथन है यह क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि 𝛂 ओवर F की डिग्री 1 है इसका मतलब 𝛂 ओवर F के इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल की डिग्री 1 है लेकिन इसका मतलब x 𝛂 बराबर है इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल 𝛂 ओवर F के क्योंकि यह 1 डिग्री का है यह मोनिक है तो इसे x कुछ होना चाहिए लेकिन इसमें 𝛂 रूट के रूप में होना चाहिए अतः गुणांक 𝛂 होना चाहिए अतः x 𝛂 𝛂 ओवर F का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल होना चाहिए लेकिन याद कीजिए 𝛂 ओवर F का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल F में रहता है यानी कि x 𝛂 वास्तव में Fx में है इसका मतलब 𝛂 क्योंकि यदि यह ओवर F पॉलीनोमिअल है तो सभी गुणांक F में है स्पष्टतः माइनस 𝛂 F मैं है तो F 𝛂F में है और उसी प्रकार इसका विपरीत भी यथार्थ है वस्तुतः आप पीछे कहीं भी जा सकते हैं यदि 𝛂 Fx 𝛂 में हैं तो Fx 𝛂 पॉलीनोमिअल है जिसका रूट 𝛂 है और डिग्री कुछ भी कम नहीं हो सकती इसलिए इसको 𝛂 ओवर F का इररेडूसिबल पॉलीनोमिअल होना चाहिए अतः इसकी डिग्री 1 है यानी कि उसकी डिग्री 1 है जो प्रमाण को समाप्त करता है हम फिर से √2 √3 की ओवर Q डिग्री की बात करते हैं जो 1 नहीं हो सकती क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि निश्चित रूप से √2 √3 Q में नहीं है तो इसका मतलब √2 की डिग्री ओवर √2 √3 ओवर Q 2 या 3 या 4 है इस समय हमारे पास तीन संभावनाएं हैं हम इस पर बाद में फिर से आएंगे और दिखाएंगे कि यह वास्तव में 4 है यह तथ्य इस बात से संबंधित है कि हमने इस वीडियो में पहले जिस पॉलीनोमिअल x4 10 x2 1 की है वह वास्तव में इररेडूसिबल है क्योंकि उस इररेडूसिबल के कारण सबसे कम डिग्री के पॉलीनोमिअल की डिग्री 4 होनी चाहिए तो अब आगे बढ़ते हैं और फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री को परिभाषित करते हैं यह इस वीडियो की दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है K ओवर F को फील्ड एक्सटेंशन मान लीजिए इसे फील्ड एक्सटेंशन मान लीजिए हम सोचते हैं बल्कि मैं कहूँगा कि मान लीजिए K ओवर F वेक्टर स्पेस है तो पाठ्यक्रम के इस भाग के बचे हुए वीडियो में हमें थोड़ा सा लिनियर अलजेब्रा करना है आपको पता होना चाहिए की वेक्टर स्पेस क्या है हम कब कहते हैं कि वेक्टर का सेट वेक्टर स्पेस को स्पेन करता है या लिनियरली इंडिपैंडेंट है यहां आपको बुनियादी लिनियर अलजेब्रा की आवश्यकता होगी जिसका आपने पहले किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन किया होगा हम निश्चित रूप से K को वेक्टर स्पेस मानते हैं मैं कहूँगा ओवर F पर मानते हैं हम K ओवर F को वेक्टर स्पेस कैसे मान सकते हैं तो मैं जल्दी से आपको याद करवाता हूं कि वेक्टर स्पेस क्या है वेक्टर स्पेस F अदिश गुणन के साथ अबेलियन ग्रुप है तो मैं केवल यह लिखूंगा यह औपचारिक परिभाषा नहीं है जैसा कि मैं कह चुका हूं कि और बुनियादी लिनियर अलजेब्रा जानने की आवश्यकता है ना कि बहुत ज्यादा वेक्टर स्पेसस क्या है लिनियरली इंडिपैंडेंट वेक्टर क्या है स्पैनिंग वेक्टर क्या है इत्यादि तो यह एक अदिश गुणन वाला अबेलियन ग्रुप है इसका मतलब कि यदि हमें F का एलिमेंट दिया हुआ है जिसे हम अदिश कहते हैं और एक वेक्टर V में दिया हुआ है तो हमें 𝜆V पता होना चाहिए तो विशिष्ट उदाहरण R2 एक वेक्टर स्पेस है क्योंकि R2 एक अबेलियन ग्रुप है घटक जोड़ थे और आप किसी भी वेक्टर को वास्तविक संख्या से गुणा कर सकते हैं क्योंकि आप हर निर्देशांक का उस वेक्टर से गुणन कर सकते हैं तो यह वेक्टर स्पेस क्या है की त्वरित समीक्षा है अब K निश्चित रूप से एडिशिन के लिए अबेलियन ग्रुप है यह रिंग की परिभाषा का भाग है K एडिशिन के लिए अबेलियन ग्रुप है तो यह वेक्टर स्पेस का पहला प्रतिबंध है और हम निश्चित रूप से K के एलिमेंट का F के एलिमेंट के साथ गुणन कर सकते हैं क्योंकि याद रखिए हमें वेक्टर स्पेस के लिए यही चाहिए वस्तुतः K का स्ट्रक्चर बहुत अधिक है इसीलिए वास्तव में K के पास मल्टीप्लिकेशन है वास्तव में इसकी स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस ओवर F से बहुत अधिक है क्योंकि आप K के किन्हीं दो एलिमेंट्स का गुणन कर सकते हैं भूल जाइए कि हम K के एलिमेंट का F के एलिमेंट वेक्टर स्पेस के साथ गुणन कर सकते हैं हम वास्तव में K के किन्ही दो एलिमेंट का गुणन कर सकते हैं लेकिन जब हम K का विचार वेक्टर स्पेस के रूप में करते हैं तो हमें K के एडिशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो याद रखें यदि आपके पास 𝛂 है तो K में F होता है और कोई a भी K में है तो a डॉट 𝛂 a को हम स्केलर a 𝛂 मान रहे हैं जिसे कि वेक्टर मान रहे हैं जो साधारणतः a डॉट 𝛂 गुणन K में हो रहा है तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप है जहां स्केलर F से आते हैं तो यह वेक्टर स्पेस ओवर F है इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है जब भी हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन होता है तो हम बड़े फील्ड को F पर वेक्टर स्पेस मानते हैं हम इसका विस्तार भविष्य में भविष्य के वीडियो में करेंगे लेकिन अब मुझे वास्तव में वह परिभाषा देने दीजिए जिसका मैंने वादा किया था मान लीजिए K ओवर F पर फील्ड एक्सटेंशन है अब मैं पूरे फील्ड एक्सटेंशन ओवर F की डिग्री परिभाषित करता हूं जो कि सिर्फ K की डायमेंशन F वेक्टर स्पेस की तरह अतः K की डायमेंशन वेक्टर स्पेस F के रूप में तो संकेत चिन्ह जो हम प्रयोग करेंगे वह K F है तो यह K ओवर F की डिग्री है K की डायमेंशन वेक्टर स्पेस F में की परिभाषा से जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस पर विस्तार करूँगा और इसका उपयोग भविष्य के वीडियो में करूँगा अब मुझे जल्दी से कुछ उदाहरण देने दीजिए अगर आप C R लेते हैं तो मैं कहता हूं कि 2 होता है क्योंकि 1 i R का C ओवर R बेसिस है क्योंकि सममिश्र संख्याओं का एलिमेंट क्या है वह a i b के रूप का है जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं तो दूसरे शब्दों में 1 i C ओवर R का स्पेन है क्योंकि C का प्रत्येक एलिमेंट i और 1 R लीनियर कॉम्बिनेशन है लेकिन वह आधार क्यों बनाता है क्योंकि आधार याद करिए स्पेनिंग सेट है जो कि लिनियरली इंडिपैंडेंट सेट है हम जानते हैं कि निश्चित ही वह स्पेन करता हैं वह लिनियरली इंडिपैंडेंट क्यों है तो यह निश्चित है C ओवर R पर स्पेन करता हैं लिनियरली इंडिपैंडेंटसेट लिनियरली इंडिपैंडेंट क्यों होते हैं तो मुझे यहां लिखने दीजिए की ओवर R पर लिनियरली इंडिपैंडेंट है इसका मतलब क्या है यदि नहीं तो वास्तव में हमें इस तरह लिखना है a 1 b i 0 है मान लीजिए i a b R में हैं इसका मतलब a b i के यानी कि और मान लीजिए कि b 0 है यदि b 0 है तो a 0 है और क्योंकि b 0 इसलिए a 0 के बराबर है तो a 0 है मान लीजिए b 0 नहीं है तो हम i a b लिख सकते हैं जो कि R में है यह संभवत सही नहीं है अधिकल्पित संख्या i कभी भी R में नहीं हो सकती अतः इसका मतलब है कि a तथा b 0 हैं जो कि बिल्कुल लिनियरली इंडिपैंडेंट है यदि 1 i की यह विशेषता हो कि a 1 b i 0 है तो a तथा b 0 है यानी कि वे लिनियरली इंडिपैंडेंट हैं तो यह 2 डिग्री का आधार है अब मैं इसकी चर्चा ध्यान से अगले वीडियो में कर लूँगा लेकिन मैं यह दावा करता हूं की फील्ड एक्सटेंशन Q√ 2 ओवर Q की डिग्री 2 है क्योंकि यहां 1 √ 2 आधार है Q√ 2 ओवर Q पर क्योंकि √ 2 ओवर Q√ 2 अलजेब्रिक है और वास्तव में Q√ 2 के बराबर है आप यह कहना चाहते हैं कि यह सभी पॉलीनोमिअल √ 2 में है लेकिन वास्तव में 2 डिग्री पॉलीनोमिअल डिग्री 1 पॉलीनोमिअल मतलब 1 तथा √ 2 पर्याप्त है और अंत में मैं यह भी कहूँगा Q𝝅 ओवर Q इनफाइनाईट है क्योंकि 1𝝅 लिनियरली इंडिपैंडेंट ट्रान्सेंडेंटल एलिमेंट है क्योंकि 𝝅 के सभी घात लिनियरली इंडिपैंडेंट सेट बनाते हैं क्योंकि यदि वह लिनियरली इंडिपैंडेंट नहीं है तो फाइनाईट लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है लेकिन यदि इसका फाइनाईट लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है यानी कि 𝝅 ओवर Q अलजेब्रिक है जो कि नहीं है तो यह तीन उदाहरण है जो हमने यहां किए हैं कृपया इसके बारे में सतर्कता से सोचिए पहला मैंने समझाया दूसरा पहले वाले के समान है तीसरा वाला 𝝅 ओवर Q पर ट्रांसेंडेन्स का परिणाम है इसका मतलब आप के पास इनफाइनाईट लिनियर इंडिपैंडेंट सेट है यानी की डिग्री आधार में है डायमेंशन इनफाइनाईट है तो Q𝝅 ओवर Q की डिग्री इनफाइनाईट है तो मुझे यहां वीडियो समाप्त करने दीजिए और अगले वीडियो में फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री और उस निश्चचर के गुणों के बारे में बात करेंगे धन्यवाद